इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स 2 के व्याख्यान में आपका स्वागत है और यह पॉलीनॉमियल इन्टर्पोलेशन पर व्याख्यान संख्या 26 है जो न्यूमैरिकल एनालिसिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस व्याख्यान में हम इस बारे में बात करेंगे कि वास्तव में पॉलीनॉमियल इन्टर्पोलेशन क्या है और फिर हम ऐसे पॉलीनॉमियल इन्टर्पोलेशन के अस्तित्व और विशिष्टता के बारे में भी बात करेंगे और अंत में हम एक सूत्र प्राप्त करेंगे जो हमें ऐसे इंटरपोलिंग पॉलीनॉमियल में त्रुटि प्रदान करेगा तो इंटरपोलेशन पर आते हैं यह ज्ञात डेटा बिंदुओं के बीच मूल्यों का अनुमान लगाने या साधारण पॉलीनोमीयल्स द्वारा जटिल फ़ंक्शन्स का अनुमान लगाने या दिए गए डेटा बिंदुओं के एक सेट को फिट करने वाले पॉलीनॉमियल का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे कोई इन्टर्पोलेशन को परिभाषित कर सकता है इसलिए अनुप्रयोगों में वे फ़ंक्शन के निर्माण की तरह होते हैं जब इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाता है केवल फ़ंक्शन्स के मान दिए गए हैं इसलिए हम एक पॉलीनॉमियल का निर्माण करेंगे जो दिए गए डेटा बिंदु से होकर गुजरा हो या फिट हो इसलिए यह इन इन्टर्पोलेशन के प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक है दूसरा जो जटिल फ़ंक्शन्स को प्रतिस्थापित करता है वह एक इंटरपोलेशन सरल फ़ंक्शन द्वारा किया गया था आमतौर पर हम साधारण फ़ंक्शन्स के लिए पॉलीनॉमियल लेते हैं क्योंकि पॉलीनॉमियल वास्तव में सरल फ़ंक्शन होते हैं क्योंकि इन पॉलीनोमीयल्स पर कई ऑपरेशन जैसे कि रूट्स का निर्धारण डिफरेंसिएशन इन्टीग्रेशन और कई अन्य ऑपरेशन आसानी से किए जा सकते हैं इसलिए एक जटिल फ़ंक्शन दिया गया है हम इसे कुछ हद तक पॉलीनॉमियल द्वारा अनुमानित करेंगे और फिर हम मूल रूप से रूट्स का अनुमान लगा सकते हैं या हम डिफरेंसिएशन इन्टीग्रेशन इत्यादि ऑपरेशन किए जा सकते है तो इस पॉलीनॉमियल इन्टर्पोलेशन के पीछे मूल सिद्धांत इस वैरस्ट्रैस एप्रोक्सीमेशन प्रमेय से स्पष्ट होगा जो कहता है कि मान लीजिए कि यह f परिभाषित है और यह कुछ इंटरवल पर कन्टिन्यूअस है फिर प्रत्येक छोटे 0 के लिएएक पॉलीनॉमियल P इस गुण fx Pxϵ∀x∈ab के साथ मौजूद है तो यह संबंध बताता है कि यहाँ दिया गया f a b पर एक कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन है हमारे पास एक पॉलीनॉमियल हो सकता है जो कि अच्छी ऐक्युरसी से इस फ़ंक्शन को अनुमानित करेगा जैसे हम बहुत छोटे 0 को फिक्स कर सकते हैं और फिर हम इस दिए गए कन्टिन्यूअस फ़ंक्शनf के संगत पॉलीनॉमियल P ज्ञात कर सकते हैं तो यह इस इन्टर्पोलेशन का आधार है या किसी दिए गए फ़ंक्शन का पॉलीनॉमियल एप्रोक्सीमेशन है क्योंकि यह प्रमेय कहता है कि किसी दिए गए फ़ंक्शन के लिए जो कन्टिन्यूअस है हम एक पॉलीनॉमियल को उतनी ही अच्छी ऐक्युरसी के साथ पा सकते हैं जितना हम चाहते हैं और इस वैरस्ट्रैस एप्रोक्सीमेशन प्रमेय के आधार पर हम दिए गए फ़ंक्शन के संगत पॉलीनोमीयल्स को व्युत्पन्न करेंगे तो लेकिन सवाल यह है कि टेलर पॉलीनॉमियल क्यों नहीं क्योंकि हम पहले से ही टेलर के पॉलीनॉमियल का अध्ययन कर चुके हैं जिसका उपयोग किसी दिए गए फ़ंक्शन को अनुमानित करने के लिए भी किया जाता था और अब कुछ अन्य पॉलीनॉमियल के बारे में बात कर रहे हैं जो की पूर्णतः टेलर के पॉलीनॉमियल नहीं है तो सवाल यह है कि क्यों न केवल टेलर का एप्रोक्सीमेशन या टेलर का पॉलीनॉमियल उपयोगी नहीं है क्योंकि वे भी वही काम कर रहे हैं एक फ़ंक्शन दिया गया है हम पॉलीनॉमियल के संदर्भ में एक फ़ंक्शन का अनुमान लगा रहे हैं जो इस केस में टेलर का पॉलीनॉमियल है तो आइए हम केवल इस उदाहरण के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और फिर हम इसका कारण बताएंगे कि टेलर के पॉलीनॉमियल क्यों नहीं लेकिन हम यहाँ कुछ अन्य प्रकार के पॉलीनोमीयल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो टेलर के पॉलीनॉमियल का निर्माण उदाहरण के लिए यह ex इस x0 के आसपास एक्सपोनेनशियल फ़ंक्शन तो इस डिग्री 0 का पहला पॉलीनॉमियल एक अचर फ़ंक्शन है जो कि 1 है क्योंकि वह वहाँ केवल फ़ंक्शन का मान है इसलिए f0e01 और अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो यह यहाँ एक्सपोनेनशियल फ़ंक्शन था और यह अचर फ़ंक्शन है तो इस बिंदु पर इसकी बहुत अच्छी ऐक्युरसी है या स्वाभाविक रूप से यह फ़ंक्शन के साथ x0 पर ही मेल खा रहा है उस बिंदु के अलावा ऐक्युरसी उतनी अच्छी नहीं है और जब हम इस बिंदु से बहुत दूर जा रहे हैं तो यह वास्तव में खराब हो रही है तोएक्सपान्शन के इस बिंदु के आसपास ऐक्युरसी कम या ज्यादा केंद्रित है यही एक बिंदु है जो हमें यहाँ नहीं चाहिए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम डिग्री 1 के इस पॉलीनॉमियल की रचना करते हैं जो कि 1x होगा यहाँ टेलर का पॉलीनॉमियल है और अगर हम इसे अभी प्लॉट करते हैं तो यह लीनियर फ़ंक्शन 1x है और यह यहाँ दिया गया है और अब हमारे पास उच्च डिग्री पॉलीनॉमियल है और फिर हम उस बिंदु के नेबरहुड में फिर से बेहतर एप्रोक्सीमेशन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन अगर हम फिर से दूर जाते हैं तो यह एप्रोक्सीमेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है यदि हम आगे की रचना करते हैं उदाहरण के लिए दूसरे ऑर्डर के पॉलीनॉमियल या तीसरे ऑर्डर के पॉलीनॉमियल और हम यहाँ तीसरे ऑर्डर के पॉलीनॉमियल को प्लॉट करते हैं उदाहरण के लिए अब हम इस बिंदु x 0 के आसपास एक बड़े नेबरहुड में काफी मेल हो रहे हैं और इसी तरह यदि जारी रखें और उदाहरण के लिए पांचवें ऑर्डर के पॉलीनॉमियल की रचना करें तो हम देखते हैं कि ऐक्युरसी अब बहुत व्यापक इंटरवल में है तो अब यहाँ क्या बात है मेरा मतलब है कि सवाल यह है कि यह टेलर का पॉलीनॉमियल क्यों नहीं है हमारे पास यहाँ टेलर का पॉलीनॉमियल है उदाहरण के लिए जो दिए गए फ़ंक्शन एक्सपोनेनशियल फ़ंक्शन का अनुमान लगा रहा है तो यहाँ मुख्य मुद्दे जो टेलर के पॉलीनॉमियल के साथ एक विशिष्ट बिंदु पर दिए गए फ़ंक्शन के साथ जितना संभव हो सके सहमत हैं जो कि एक्सपान्शन का बिंदु था या मूल रूप से दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि वे उस बिंदु के पास अपनी ऐक्युरसी को केंद्रित करते हैं इसलिए जैसा कि हम उस बिंदु से बहुत दूर जा रहे हैं ऐक्युरसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लेकिन उस बिंदु के निकट नेबरहुड में ऐक्युरसी बहुत अच्छी है टेलर के पॉलीनॉमियल की रचना के लिए यहाँ दूसरा बिंदु है हमें x0 पर उस फ़ंक्शन की जानकारी चाहिए तो हमें उस बिंदु पर फ़ंक्शन के मान की आवश्यकता होती है हमें इसके डेरीवेटिव दूसरे डेरीवेटिव तीसरे डेरीवेटिव आदि की आवश्यकता होती है इसके आधार पर की हम किस डिग्री पॉलीनॉमियल की रचना करना चाहते हैं जबकि इन्टर्पोलेशन में हम फिर से पॉलीनोमीयल्स की रचना करेंगे लेकिन वहाँ हमें अलग अलग बिंदुओं पर फ़ंक्शन के मान की आवश्यकता होती है न कि एक बिंदु पर उच्च ऑर्डर के डेरीवेटिव्स के मूल्यों की बल्कि हमें विभिन्न बिंदुओं पर फ़ंक्शन के मान की आवश्यकता होती है इसलिए हम स्वाभाविक रूप से कुछ अन्य पॉलीनॉमियल के साथ ऊपर आएंगे जो टेलर का पॉलीनॉमियल नहीं है जो एक पॉलीनॉमियल द्वारा एक जटिल फ़ंक्शन को अनुमानित करने का उद्देश्य भी पूरा करता है इसलिए सामान्य गणना उद्देश्यों के लिए विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी शामिल करने वाली मैथडस का उपयोग करना अधिक कुशल है न कि केवल विशेष बिंदु पर क्योंकि कई अनुप्रयोगों में कई प्रयोगात्मक परिणामों में हमारे पास अलग अलग बिंदुओं पर दिया गया डेटा होता है और फिर हम जानना चाहते हैं कि कौन सा पॉलीनॉमियल दिए गए डेटा बिंदुओं में सबसे अधिक फिट है तो पहला सवाल यह है कि क्या दिए गए डेटा बिंदु जिन्हें हम पॉलीनॉमियल में फिट करना चाहते हैं क्या यह अद्वितीय है और क्या इस तरह के पॉलीनॉमियल की रचना करना हमेशा संभव है तो n1 डेटा बिंदुओं के लिए n से कम या उसके बराबर डिग्री का एक और केवल एक पॉलीनॉमियल है जो सभी बिंदुओं से होकर गुजरता है यही हम इस परिणाम में यहाँ प्रमाणित करने जा रहे हैं तो यह मुख्य परिणाम है कि यह वहाँ मौजूद है और यह अद्वितीय है इसलिए जब n 1 डेटा बिन्दु दिए जाते हैं वहाँ केवल एक होता है और डिग्री का केवल एक ही पॉलीनॉमियल होता है यह n से कम या बराबर होता है वह सभी बिंदुओं से गुजरता है एक बहुत ही सरल उदाहरण जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं जब हम दो बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि यहाँ अद्वितीय सीधी रेखा है अतः डिग्री 1 का एक पॉलीनॉमियल जो इन दिए गए दो बिंदुओं से होकर गुजरता है वे दो रेखाएं नहीं हो सकती दो भिन्न रेखाएं जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती हैं तो यह एक विशिष्टता है और वहाँ हमेशा एक रेखा होगी तो वहाँ इसका अस्तित्व है इसलिए इस केस में केवल एक सीधी रेखा एक प्रथम ऑर्डर पॉलीनॉमियल है जब दो डेटा बिंदु दिए जाते हैं जो दिए गए दो बिंदुओं से गुजरते हैं तो अब इस परिणाम को प्रमाणित करने के लिए जो सामान्य n के लिए सत्य है हम एक दूसरे ऑर्डर पॉलीनॉमियल पर विचार करेंगे हम इसे दूसरे ऑर्डर पॉलीनॉमियल के लिए प्रमाणित करेंगे और कोई इसे nth डिग्री या ऑर्डर पॉलीनॉमियल के लिए बढ़ा सकता है तो मान लीजिए कि हमारा फ़ंक्शन यहाँ पॉलीनॉमियल fxa0a1xa2x2 के साथ है तो हमारे पास कितने अज्ञात हैं हमारे पास fxa0a1xa2x2 है तो यहाँ तीन अज्ञात हैं जो इस पॉलीनॉमियल को परिभाषित करेंगे इसलिए इन तीन अज्ञात की गणना करने के लिए हमें मूल रूप से तीन डेटा बिंदुओं की आवश्यकता होती है डिग्री n के पॉलीनॉमियल के गुणांकों की गणना के लिए बिंदु एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड है इसलिए यदि हम सामान्य रूप से बात करते हैं n तथ्य के आधार पर n1 डेटा बिंदुओं की आवश्यकता होती है जैसे इस केस में यह दूसरी डिग्री पॉलीनॉमियल है और हमें तीन डेटा बिंदुओं की आवश्यकता है क्योंकि तीन अज्ञात हैं और प्रत्येक डेटा बिंदुओं के लिए हम a0 a1 a2 में एक लीनियर इक्वेशन्स का निर्माण कर सकते हैं इसलिए हमें तीन इक्वेशन्स के लिए तीन डेटा बिंदुओं की आवश्यकता है और उन्हें हल किया जा सकता है और हम इस विशेष केस में देखेंगे कि एक अद्वितीय समाधान मौजूद है इसलिए इस विशिष्टता के लिए हमें n1 डेटा बिंदुओं और n1 अज्ञात को निर्धारित करने के लिए इस उदाहरण में तीन डेटा बिंदुओं की आवश्यकता है और इस उदाहरण में हमारे पास तीन अज्ञात हैं तो अब यह दिए गए डेटा के साथ फिट किया जाने वाला पॉलीनॉमियल है और मान लीजिए कि 3 डेटा बिंदु x0 fx0x1 fx1x2 fx 2 हैं इसलिए ये 3 डेटा बिंदु दिए गए हैं और हम एक पॉलीनॉमियल की रचना करना चाहते हैं जो वास्तव में इन 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है इसलिए यदि दिया गया पॉलीनॉमियल दिए गए डेटा बिंदुओं से होकर गुजरता है तो उसे संतुष्ट होना चाहिए इसका अर्थ है fयदि हम यहाँ x0 बिंदु से गुजरते हैं तो fx0a0a1x0a2x02 होगा तो यह पहली शर्त है कि हमारे पास यह पॉलीनॉमियल दिए गए डेटा बिंदु को संतुष्ट करना चाहिए दूसरा डेटा बिंदु x1fx1 है इसलिए जब हम x के लिए पॉलीनॉमियल x1 में प्रतिस्थापित करते है तो हमें fx1a0a1x1a2x12 मिलना चाहिए और तीसरे जब हम इस x2 को प्रतिस्थापित करते हैं हमें fप्राप्त करना चाहिए तो हमारे पास इस दिए गए पॉलीनॉमियल से तीन इक्वेशन्स हैं जो दिए गए तीन बिंदुओं से होकर गुजरते हैं हम इसे मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 x0 x02 1 x1 x12 1 x2 x22 a0 a1 a2 fx0 fx1 fx2 है तो इस दिए गए लीनियर इक्वेशन्स के संगत हमारे पास यह सिस्टम है तो अब इस सिस्टम के होने से अब हम जो विश्लेषण करेंगे वह यह है कि इक्वेशन्स की इस सिस्टम का एक अद्वितीय समाधान है इसे अब हम एक मिनट में दिखाएंगे और जब हम यहाँ इस फ़ंक्शन के डेटर्मिनेन्ट की गणना करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि सारणिक का मान और कुछ नहीं बल्कि है तो इस मान के होने पर हमें यह एहसास होता है कि यदि ये बिंदु x0x1x2 भिन्न हैं यदि ये बिंदु भिन्न हैं तो क्या होगा जब यहाँ मान नॉन ज़ीरो होगा इसलिए इसका मान नॉन ज़ीरो होगा और एक बार हमारे पास यह डेटर्मिनेन्ट नॉन ज़ीरो हो जाने पर हम जानते हैं कि एक अद्वितीय समाधान होगा इसलिए यदि यह भिन्न हैं और वे स्पष्ट रूप से भिन्न हैं तो हम x0x1x2 के बारे में बात कर रहे हैं वे अलग अलग बिंदु हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास यह अद्वितीय समाधान है तो अभ्यास में अब समस्या क्या है तो हम यही कर सकते हैं यहमैथड की व्याख्या करता है साथ ही जिस तरह से हम दिए गए डेटा बिंदुओं से पॉलीनॉमियल की रचना कर सकते हैं इसलिए यदि n1 डेटा बिन्दु दिए गए हैं तो हम विशिष्ट रूप से n डिग्री वाले पॉलीनॉमियल की रचना कर सकते हैं तो समस्या क्या है अब हम पॉलीनॉमियल के बारे में अधिक चर्चा क्यों कर रहे हैं इसका कारण यह है कि अभ्यास में यह देखा गया है कि इक्वेशन्स की उपरोक्त सिस्टम इल कन्डिशन्ड है हमारा यहाँ इल कन्डिशन्ड से क्या तात्पर्य है तो क्या वे हल किए गए हैं इसलिए यह सिस्टम या इक्वेशन वे एक एलीमिनेशन मैथड गॉस एलीमिनेशन आदि के साथ हल किए जाते हैं या वे इटरेटिव मैथड्स को अधिक पसंद करते हैं हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसलिए हम कोई अन्य कुशल एल्गोरिथ्म लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप गुणांक अत्यधिक अशुद्ध हो सकता है तो इस इल कन्डिशन्ड का मतलब है कि इस मैट्रिक्स एंट्रीस में बहुत कम त्रुटि इसके समाधान के एक बहुत ही अशुद्ध अत्यधिक अशुद्ध मान का कारण बन सकती है जिसका अर्थ a0 a1 a2 है तो इसका तात्पर्य इल कन्डिशन्ड से है यही देखा गया है हम इस भाग के बारे में अधिक विस्तार मे नहीं जा रहे हैं लेकिन बड़े n के लिए कोई यह समझ सकता है कि इस इल कन्डिशन्ड सिस्टम के कारण सिस्टम को हल करना वास्तव में मुश्किल है तो हमारे पास कुछ गणितीय प्रारूप हैं जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे और वे तरीके हैं कि इस दृष्टिकोण का पालन किए बिना इस इंटरपोलिंग पॉलीनॉमियल को कैसे प्राप्त किया जाए जो लीनियर इक्वेशन्स के सिस्टम की रचना करता है और फिर उन्हें हल करता है इसके बजाय हमारे पास लीनियर इक्वेशन्स के इस सिस्टम को हल किए बिना पॉलीनॉमियल की रचना के बेहतर तरीके और प्रत्यक्ष तरीके हैं ठीक है इस व्याख्यान के अंतिम भाग में हम इंटरपोलिंग पॉलीनोमीयल्स में त्रुटि के बारे में बात करेंगे क्योंकि पॉलीनॉमियल अद्वितीय है और अब उस पॉलीनॉमियल की रचना कैसे करे इसकी विभिन्न मैथड्स पर जाने से पहले हम उस बारे मे बात कर सकते हैं चूंकि पॉलीनॉमियल अद्वितीय है इसलिए हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि वास्तव में इस एप्रोक्सीमेशन में त्रुटि क्या है यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें संबोधित करना चाहिए तो माना x0x1xn मे n 1 बिन्दु हैं और हम मान लेते हैं कि x किसी दिए गए फ़ंक्शन के डोमेन से संबंधित एक बिंदु है तो ये सभी बिंदु x0x1 xn और साथ ही हमने एक और बिंदु x लिया है ये सभी फ़ंक्शन के डोमेन से संबंधित हैं और हम मानते हैं कि f∈Cn1Ix जहाँ Ix सबसे छोटा इंटरवल है जिसमें नोड्स x0x1 xn और x हैं तो Ix मूल रूप से इन फ़ंक्शनf का डोमेन है तो फिर बिंदु x पर इन्टर्पोलेशन त्रुटि है इसलिए क्योंकि हम पॉलीनॉमियल के बारे में बात कर रहे हैं जो या जिसका फ़ंक्शन डोमेन है तो किसी भी बिंदु x पर पॉलीनॉमियल और फ़ंक्शन के बीच का अंतर fx Pnxfn1n1 x x0x x1x xn द्वारा दिया जाता है जिसका यह n1th ऑर्डर डेरीवेटिव है तो जब हम इस फ़ंक्शन को इन्टर्पोलेट करते हैं तो यह त्रुटि होती है इन n 1 बिंदुओं को लेकर पॉलीनॉमियल द्वारा इस फ़ंक्शन का अनुमान लगाएं इसलिए अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को यहाँ कैसे प्राप्त किया जाए त्रुटि के लिए प्रमाण के लिए हम सिर्फ रूपरेखा के लिए जाएंगे तो परिणाम स्पष्ट रूप से सत्य है जब x किसी भी इंटरपोलेटिंग नोड्स के साथ मेल खाता है तो यदि हम बात कर रहे हैं कि यह x इस xi के साथ मेल खाता है तो हमारे पास यहाँ xi है और यह भी xi और स्वाभाविक रूप से इन सभी बिंदुओं f के माध्यम से यह पॉलीनॉमियल गुजरता है तो यह यहाँ 0 हो जाएगातो फिर त्रुटि 0 है और फिर यहाँ यह पक्ष भी यह सूत्र देगा क्योंकि जब x इस नोड में से एक है तो यह सब कुछ 0 कर देगा इसलिए हमारे पास 0 बराबर 0 है तो यह स्पष्ट रूप से सच है जब यह x इंटरपोलेटिंग नोड्स के साथ मेल खाता है जिसका अर्थ है x0x1 xn और अब सरलता के लिए हम मान लेते हैं क्योंकि वहाँ एक प्रोडक्ट था यहाँ एक लम्बा प्रोडक्ट x x0x x1है इसलिए हम यहाँ इस प्रोडक्ट को Wn1 के साथ निरूपित कर रहे हैं n1 वास्तव में फिर से इस पॉलीनॉमियल की डिग्री है क्योंकि यह प्रोडक्ट एक पॉलीनॉमियल के अलावा और कुछ नहीं है और इस पॉलीनॉमियल की डिग्री n1 है इसलिए हम इसे Wn1 से निरूपित कर रहे हैं और अब हम किसी भी x के लिए परिभाषित करते हैं कि हम इस फ़ंक्शन को डोमेन में लेते हैं जहाँ हम दोनों के बीच इस अंतर की गणना करना चाहते हैं हम इस फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं और यह फ़ंक्शन हमें त्रुटि के लिए इस सूत्र को ठीक से प्रमाणित करने में मदद करेगा जो कि अब इस व्याख्यान का लक्ष्य है तो हम इस फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं GtEnt wn1tEnxwn1x Enxfx Pnxfn1n1 x x0x x1 We will discuss what are the properties of this G and how we can get out of with the help of this function the error formula हम चर्चा करेंगे कि इस G के गुण क्या हैं और हम इस फ़ंक्शन त्रुटि सूत्र की सहायता से कैसे बाहर निकल सकते हैं तो पहली बात यह है हमे नोटिस करना चाहिए कि जबसे यह f n 1 बार डिफ़रेन्शियेबल फ़ंक्शन है यह G भी n1 बार डिफ़रेन्शियेबल फ़ंक्शन है और क्यों क्योंकि GtEnt wn1tEnxwn1x और यह Wn स्थिरांक हैं क्योंकि किसी भी स्थिर x के लिए यहाँ हम इस सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ t केवल वेरिएबल है जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं तोक्या है Ent Ent fx Pnxfn1n1 तो हमारे पास यहाँ En है n1बार डिफ़रेन्शियेबल है तो कोई समस्या नहीं है डिफ़रेन्शियेबलिटी के लिए यह Gt तब तक है जब तक इस पहले पद का संबंध है और दूसरा यहाँ यह पॉलीनॉमियल है यहाँ कुछ फिक्सड वैल्यू हैं इसलिए यह दिए गए x के लिए फिक्सड है और Wn एक पॉलीनॉमियल है तो यहाँ हमारे पास यह पॉलीनॉमियल है यहाँ हमारे पास वह फ़ंक्शन है जो फिर से n1बार डिफ़रेन्शियेबल है तो सब कुछ यहाँ है हम n1 बार डिफ़रेन्शियेट कर सकते हैं इसका अर्थ है कि G फ़ंक्शन n1 बार डिफ़रेन्शियेबल है यह इस फ़ंक्शन G का प्रथम गुण है तो इस G के होने पर हमारे पास En है हमारे पास पहले से ही Wn है और अब हम क्या देखेंगे कि वो Gt फ़ंक्शन के पास n2 अलग अलग शून्य इस Ix में हैं इस फ़ंक्शन में n2 अलग अलग शून्य कैसे हैं अब हम केवल GxiEnxi wn1xiEnxwn1x पर विचार करें अब जब हम यहाँ xxi रखते हैं तो यह 0 हो जाएगा तो यह भाग 0 है और क्योंकि यह भाग 0 है इसलिए दूसरा भाग 0 है अब पहले पर आते हैं जब xi पर यहाँ यह त्रुटि Enxi है स्वाभाविक रूप से यह 0 होगी क्योंकि यह xi संकीर्ण बिंदु है तो यह भी 0 है और 0 माइनस 0 है तो यहाँ सभी i 0 1 2 3 n के लिए सब कुछ 0 है तो यहाँ n1 बिंदु हैं इसलिए यहाँ हमारे पास n1 बिंदु हैं जहां यह G खत्म हो जाता है ऐसे n1 अलग अलग बिंदु हैं जहां G खत्म हो जाता है जिस पर हमने चर्चा की है और एक और बिंदु x है जिसे हमने शुरुआत में पहले ही फिक्स्ड कर लिया है यह यहाँ आर्बेटररी पॉइंट लेकिन फिक्स पॉइंट है तो यह G पर हम यह भी देखेंगे कि यह 0 के बराबर है क्योंकि अब हमारे पास En Wn इत्यादि हैं ये दोनों समान हैं इसलिए वे कैंसिल कर देते हैं हमारे पास Enx Enx0 है तो यहाँ Gx0 है तो हमरे पास इस G के Ix में n 1 1 n 2 अलग लग शून्य हैं तो अब इस गुण के होने से हम रोले की प्रमेय Rolle's theorem का उपयोग कर सकते हैं जो कहता है कि G इसके डेरीवेटिव में कम से कम n1 अलग अलग बिंदु होंगे क्योंकि जब भी हमारे पास उदाहरण के लिए कोई फ़ंक्शन होता है तो यहाँ ये दो शून्य होते हैं इसलिए यदि fafb0 तो रोले का प्रमेय कहता है कि यहाँ बीच में एक बिंदू होगा जहाँ इसका डेरीवेटिव भी 0 होगा इसलिए यहाँ दो शून्यों के बीच इसके डेरीवेटिव में एक शून्य होगा और वही तर्क हमारे पास यहाँ हो सकता है तो G0 पर x0x1 xn और x कहीं है तो वहाँ n2 बिन्दु हैं और इन दोनों शून्यों के बीच 1 एक बिंदु होगा जहाँ G 0 होगा इत्यादि और हम गिनते हैं कि यह इन शून्यों की संख्या से सिर्फ 1 कम होगा तो n2 शून्य थे इसलिए G के पास n2 1n1 अलग अलग शून्य होंगे रिकर्शन के द्वारा हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं इस मुख्य G के पास n अलग अलग शून्य होगे और इसी तरह या इस G का ith डेरीवेटिव n2 i को स्वीकार करेगा यदी यह jth डेरीवेटिव है तो इसमें n2 j अलग अलग शून्य होंगे तो n प्लस अब हम जारी रख रहे हैं और अब हम कहते हैं कि अगर jn1 है तो अगर हम यहाँ n1 रखते हैं तो यह वहाँ सिर्फ 1 रहेगा इसलिए Gn1 में कम से कम एक शून्य है यह अब इस रोले के प्रमेय का आशय है और जो दर्शाता है और इसलिए हम इसे Gn10 द्वारा निरूपित कर रहे हैं तो हमारे पास यह परिणाम है तो हमारे पास क्या है हमारे पास Gn10 wn1xx x0x x1 है और हमारे पास यह फ़ंक्शन है जिसके साथ हमने शुरुआत की है अब हम इसके n1 th डेरीवेटिव के बारे में बात कर सकते हैं अर्थात Gn1tEnn1t wn1n1tEnxwn1x है अब हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इस En के बारे में बात कर रहे हैं तो Entft Pnt और जब हम nth ऑर्डर का डेरीवेटिव लेते हैं तो nth ऑर्डर डेरीवेटिव f पर जाएगा और यह एक n डिग्री पॉलीनॉमियल है इसलिए इस पॉलीनॉमियल का n1 th डेरीवेटिव 0 होगा तो हमारे पास वह क्या है Enn1tfn1t हमारे पास यहाँ इस W के n1 th डेरीवेटिव का और क्या है W फिर से n1 th डिग्री पॉलीनॉमियल है तो यहाँ हमारे पास कुछ wn1n1tn1 है जो यहाँ लिखा है तो यह हो गया है और जाहिर है कि हमारे पास यह परिणाम है कि Gn10 तो यह सब परिणाम होने के बाद अब हम यहाँt के लिए प्रतिस्थापित करेंगे अतः यदि हम यहाँ t रखें तो क्या होगा फिर यहाँ हमारे पास है 0fn1 n1 Enwn1 तो इस दिए गए फ़ंक्शन से अब हमारे पास यही है जिसे हमने चुना है और अब इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Enxfn1n1 wn1 तो अब इस व्याख्यान में हमने त्रुटि सूत्र भी डेराइव किया है क्योंकि यह पॉलीनॉमियल अद्वितीय है इसलिए हम गणना कैसे करें लेकिन हम जानते हैं कि यह त्रुटि होगी तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि हमने पॉलीनॉमियल इन्टर्पोलेशन की शुरुआत की जो पॉलीनॉमियल को निर्धारित करने की मैथड है जो दिए गए डेटा बिंदुओं के एक सेट पर फिट होता है और हमने n1 डेटा बिंदुओं के अस्तित्व और विशिष्टता को भी प्रमाणित कर दिया है n से छोटे और बराबर ऑर्डर का एक और केवल एक पॉलीनॉमियल है n से कम और बराबर की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि उदाहरण के लिए यदि हम तीन बिंदु लेते हैं तो हमारी चर्चा के अनुसार हमारे पास डिग्री 2 का पॉलीनॉमियल होना चाहिए लेकिन इस विशेष केस में क्योंकि वे एक पंक्ति में बिंदु हैं इसलिए केवल लीनियर इक्वेशन्स मिलेगा जिसका अर्थ केवल रेखा है क्योंकि वे एक पंक्ति के को लीनियर बिंदुओं में थे तो इसलिए यहाँ फिर से तीन बिन्दु हैं लेकिन हमें डिग्री 1 का पॉलीनॉमियल मिल रहा है इसलिए हमने यहाँ जो लिखा है वह हमेशा संभव है कि जबn1 डेटा पॉइंट दिए जाते हैं तो एक और केवल एक होता है इसलिए विशिष्टता हमेशा रहती है और n से कम या उसके बराबर डिग्री का पॉलीनॉमियल होगा जो सभी बिंदुओं से होकर जाता है और हमने इंटरपोलिंग पॉलीनॉमियल में त्रुटि पर भी चर्चा की है जो इस सूत्र fn1n1 x x0x x1 द्वारा दिया गया है तो इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं